सीएनसी मशीनें जो संख्यात्मक रूप से होती हैं कंप्यूटर संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीन होती हैं यहाँ पर नजर डालते हैं इस पाठ के अनुदेशात्मक उद्देश्य इसलिए पाठ को सीखने के बाद छात्र को सीएनसी मशीन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए जो इसे बनाता है इसके मुख्य लाभों का वर्णन करें कि हमें इन मशीनों को खरीदने के लिए पैसा क्यों खर्च करना चाहिए वे बहुत महंगे हैं व्याख्या करें भाग प्रोग्रामिंग की मुख्य विशेषताएं क्योंकि ये मशीनें स्वचालित हैं उन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है इसलिए कार्यक्रमों को भाग कार्यक्रम कहा जाता है इसलिए हम भाग प्रोग्रामिंग और अंत में ड्राइव की कुछ बुनियादी विशेषताओं को देखेंगे सीएनसी मशीनें गतियों का निर्माण करती हैं सभी मशीनें गतियों का निर्माण करती हैं विशेष रूप से मशीनें जो निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ड्राइव को शामिल करती हैं प्रौद्योगिकी जो भारी भार के खिलाफ सटीक गति बनाने के लिए शक्ति और नियंत्रण उत्पन्न करती है इसलिए हम उनकी ड्राइव और हम देखेंगे सीएनसी ड्राइव पर आवश्यकताओं को देखेंगे इसलिए बाद में जब हम ड्राइव तकनीक का अध्ययन करते हैं तो हम इसका उल्लेख कर सकते हैं और हम यह देख सकते हैं कि इन ड्राइवों को वास्तव में विद्युत मशीनों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रणों का उपयोग करके कैसे महसूस किया जाता है तो हम पहले एक मशीनिंग प्रक्रिया को ठीक से देखते हैं इसलिए मूल रूप से एक मशीनिंग प्रक्रिया में हम आम तौर पर धातु के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं मेरा मतलब धातु सामग्री है इसलिए अनिवार्य रूप से यह धातु का एक टुकड़ा ले रहा है और धातु को ठीक से हटा रहा है ताकि आपको विशिष्ट ज्यामितीय आयामों का एक हिस्सा मिलता है तो अनिवार्य रूप से यह धातु निकालना है जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में यह एक उपकरण द्वारा निकाल रहा है जो बहुत कठोर धातु की चीजों से बना है जैसे कि आप कार्बाइड हीरा वगैरह जानते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से हमें इसके खिलाफ सापेक्ष गति का उत्पादन करना होगा नौकरी और उपकरण का बेटा विभिन्न प्रकार की मशीनिंग प्रक्रियाएं होती हैं जो सबसे आम होती हैं जिसे हम देखते हैं जिसे लेथेस देखा जाता है खराद मशीन में तो खराद मशीन में ऐसा होता है कि आपके पास यह है यह काम का टुकड़ा है जिसे एक होल्डिंग तंत्र में आयोजित किया जाता है जिसे आमतौर पर चक के रूप में जाना जाता है चक के रूप में जाना जाता है और चक को एक स्पिंडल द्वारा घुमाया जाता है जो कि यहाँ एक है ड्राइव मोटर इसलिए आपके पास यहां एक मोटर ड्राइव है और इसलिए काम का टुकड़ा घूम रहा है और यह उपकरण है यह उपकरण धारक है जो चलता है इसलिए उपकरण धारक इसे स्थानांतरित कर सकता है स्थानांतरित कर सकता है इसलिए इसलिए यह उदाहरण के लिए यह काम के टुकड़े के व्यास को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए जैसे ही यह चीज घूमती है और उपकरण इस छोर से उस छोर तक एक निश्चित डिग्री के प्रवेश के साथ चलता है इसलिए यह धातु का बहुत कुछ करेगा दोनों तरफ से हटाया जा सकता है इसलिए उपकरण एक चक्र चलने के बाद व्यास इस पर कम हो जाएगा ठीक है इसलिए यह मोड़ का उत्पादन होता है अब तो आम तौर पर इसलिए इस मामले में ध्यान दें कि यह काम का टुकड़ा है जो धुरी द्वारा संचालित होता है जबकि यह एक उपकरण है जो कि आयताकार गति है दूसरी ओर यदि हम एक और मशीनिंग प्रक्रिया लेते हैं जिसे मिलिंग कहते हैं तो आपके पास एक कटर है इसलिए यह मिलिंग कटर है जिसमें तेज दांत हैं और जो धुरी द्वारा संचालित है और यह काम है यह तालिका है यह काम है काम का टुकड़ा है जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन होता है और आम तौर पर द्वि आयामी रेक्टिलाइनियर मोशन होता है यह इस तरह से आगे बढ़ सकता है और टेबल इस तरह से भी आगे बढ़ सकता है तो आप दो आयामी गति बना सकते हैं और कटर घूम रहा है और एक स्थान पर स्थिर है इसलिए आप इसे मोड़ने की तुलना में देखते हैं यह मोड़ में बौना टुकड़ा था जो यहाँ घूम रहा था यह उपकरण है जो घूम रहा है इसलिए यह दोनों तरीके से हो सकता है उदाहरण के लिए यदि आप ड्रिलिंग नामक एक अन्य प्रक्रिया लेते हैं तो ड्रिलिंग में भी यह काम का टुकड़ा है जिसमें दो आयामी गति होती है और क्योंकि आप काम के टुकड़े पर कहीं भी छेद ड्रिल करना पसंद कर सकते हैं दूसरी ओर काम का टुकड़ा घूम रहा है आम तौर पर यह बहुत तेज़ गति से होता है इसलिए यह घूम रहा है साथ ही यह वास्तव में एक छेद ड्रिल करने के लिए नीचे आ सकता है इसलिए इस मामले में काम का टुकड़ा सक्षम है यह एक उच्च गति रोटेशन है यह एक अक्ष के साथ भी चल सकता है चाहे काम काम बल्कि उपकरण एक अक्ष के साथ आगे बढ़ सकता है और घूर्णन करते समय और नौकरी में स्थानांतरित हो सकता है हो सकता है आयताकार गति गति दो आयामी गति सही है तो जिसका अर्थ है इसलिए यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से किसी भी धातु काटने की मशीन को उपकरण के लिए गति की आवश्यकता होगी और उसे काम के लिए गति की आवश्यकता होगी और इन गतियों को स्वाभाविक रूप से बहुत सटीक होना चाहिए नंबर दो यह है कि जल्दी काटने के लिए एक होना चाहिए इसलिए ये आम तौर पर द्वारा मानकीकृत होते हैं आप मात्राओं को जानते हैं गति जो दिखाती है जो घूमने वाले शरीर की काटने की गति से संबंधित है तब यह हो सकता है फिर फ़ीड नाम की कोई चीज होती है इसलिए फ़ीड का मतलब है कि स्ट्रोक यह मामले में उपकरण की रैखिक गति हो सकती है उपकरण घूमने या गाड़ी की गहराई के मामले में कितना घूमता है या कितनी चाल से उपकरण चलता है इसके अनुसार प्रति चक्कर तो गति के एक पूर्ण चक्र में कितना है कितनी सामग्री है सामग्री की कितनी गहराई है इसलिए इस तरह के पैरामीटर आमतौर पर ऐसी मशीनों में सेट किए जाते हैं और स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि भले ही हम अगर आप बहुत अच्छी सतह खत्म करना चाहते हैं तो हमें आम तौर पर करना होगा हम कटौती की बहुत अधिक गहराई नहीं दे सकते हैं लेकिन मोटे कटौती के लिए हम कर सकते हैं त्वरित उत्पादन के लिए हम उच्च गहराई में कटौती और उच्च फ़ीड दे सकते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से आप स्टील जैसी धातु को निकाल रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से यह ड्राइव पर बहुत अधिक भार डालता है तो यह विचार बहुत उच्च भार के खिलाफ बहुत सटीक गति बनाने के लिए है तो काम का टुकड़ा यह दिखाता है आम तौर पर यह दिखाता है यह दिखाता है कि आंदोलन कैसे बनाया जाता है इसलिए घुमाव है रोटेशन वास्तव में बहुत सरल है यह सिर्फ स्पिंडल ड्राइव मोटर के शाफ्ट से जुड़ा है इसलिए मोटर मिलिंग के मामले में टूल को घुमाता है या मोड़ के मामले में या चक में काम का टुकड़ा घूमेगा यह बहुत सरल है दो के लिए तालिका के दो आयामी गति बनाने के लिए इस तरह का एक तंत्र बनाया जाता है जहां एक स्लाइड होती है इसलिए यह स्लाइड कर सकता है हम केवल एक दिशा में गति दिखा रहे हैं इसलिए इस प्रकार इसमें दिशा स्लाइड है स्लाइड इस ओर बढ़ सकती है क्योंकि यह एक गेंद पेंच के रूप में जाना जाता है से जुड़ा है इसलिए यह एक गेंद पेंच है इसलिए ड्राइव अभी भी एक मोटर है इसलिए एक मोटर है जो गेंद पेंच के लिए युग्मित है शायद एक गियर के माध्यम से तो जैसा कि बॉल स्क्रू घूमता है यह स्लाइड इस तरह या उस तरह आगे बढ़ सकती है जैसे स्क्रू मोशन और यह वॉल स्क्रू बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हों यानी सटीक मोशन बनाया गया है और बैकलैश जैसी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग की सटीकता को प्रभावित करती हैं कम से कम कर रहे हैं और उन्हें कम से कम किया जा सकता है वे वास्तव में इंजीनियरिंग डिजाइन द्वारा कम से कम कर रहे हैं और जो भी अवशेष हैं उन्हें इन मशीनों में ज्यादातर मुआवजा दिया जा सकता है इसलिए संक्षेप में यदि आप मशीन की विशेषता को देखते हैं तो हमारे पास है हमें घूर्णी गति पैदा करनी होगी जो स्पिंडल ड्राइव द्वारा बनाई गई है हमें रैखिक गति बनानी होगी जो टेबल ड्राइव और टेबल ड्राइव द्वारा बनाई गई है मूल रूप से ड्राइव घूर्णी है बॉल स्क्रू या रैक पिनियन का उपयोग करके एक रैखिक गति रूपांतरण होता है आमतौर पर बॉल स्क्रू बेहतर सटीकता और गाइड तरीके देता है तो कि सीमा कोई अनुप्रस्थ गति नहीं है गति उस दिशा में सख्ती से होती है जिसमें ड्राइव प्रदान की जाती है यह ड्राइव जो नियोजित हैं वे आम तौर पर सर्वो मोटर ड्राइव हैं क्योंकि आपको सटीक गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है और आपको अच्छी क्षणिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है क्योंकि ड्राइव को बहुत सटीक स्थिति नियंत्रण की आवश्यकता होती है इसलिए उन्हें सही समय पर शुरू करना और रोकना पड़ता है और कभी कभी गति अनुपात को काटने के लिए दो अक्षों के साथ बनाए रखना पड़ता है आप जानते हैं कि सतहों को कहते हैं बेलनाकार सतहों या काटने के कोनों की तरह तो हम servomotor ड्राइव DC ड्राइव स्टेपर मोटर या AC ड्राइव को नियोजित करते हैं बहुत बड़ी मशीनों के लिए आपके पास हाइड्रोलिक ड्राइव भी हो सकते हैं लेकिन आम तौर पर हम DC और AC ड्राइव को नियोजित करते हैं बहुत छोटी चीजों के लिए स्टेपर ड्राइव का उपयोग किया जाता है लेकिन वे आम तौर पर इसके नहीं होते हैं उच्च रेटिंग इसलिए आमतौर पर डीसी और एसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है ज्यादातर डीसी ड्राइव डीसी और बीएलडीसी ड्राइव ब्रशलेस डीसी इसलिए हम ड्राइव पर हमारे पाठों में कुछ और विस्तार से इन ड्राइवों को विस्तार से देखेंगे फिर आपको स्वाभाविक रूप से आपको प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि आपके पास हो आप शाफ्ट एनकोडर की तरह डिजिटल फीडबैक जानते हैं या आपके पास रिज़ॉल्वर हो सकते हैं कभी कभी आपके पास स्थिति सेंसर हो सकते हैं जैसे LVDTs या पोटेंशियोमीटर वगैरह इसलिए आपको मूल रूप से घूर्णी रूप से सटीक गति बनाने की आवश्यकता होती है इसलिए आपको मोटर्स द्वारा बनाए जाने के लिए सटीक ड्राइव की आवश्यकता होती है और आपको आवश्यकता होती है गति और स्थिति प्रतिक्रिया इसलिए वे सेंसर द्वारा प्रदान की जाती हैं और इसी तरह आपके पास यांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो गेंद स्क्रू वगैरह जैसी सटीक गति पैदा करती हैं तो यह मशीन में प्रमुख भाग हैं बेशक विभिन्न प्रकार के सहायक भाग होते हैं जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि टूल वर्क पीस इंटरफ़ेस में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है इसलिए वहां इसलिए शीतलक शीतलक को लागू करना पड़ता है तरल शीतलक को सीधे लागू करना पड़ता है टूल जॉब इंटरफ़ेस पर ताकि इंटरफ़ेस गर्म न हो क्योंकि यह मशीनिंग की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा इसलिए एक शीतलक प्लस है इसमें सभी प्रकार की अन्य चीजें हैं जैसे आप स्वचालन के लिए जानते हैं पूरे स्वचालन सेटअप हैं जहां कोई व्यक्ति कार्यक्रम में प्रवेश कर सकता है वहां एक ऑपरेटर प्रदर्शन होता है वे सभी प्रकार के सुरक्षा तंत्र हैं इसलिए वे सहायक घटक हैं जैसे शक्ति तो वास्तव में इन मशीनों यह जल्द ही विकसित किया गया था यह जल्द ही समझ में आ गया था कि प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजें हैं अगर हम मशीनों का सटीक उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं तो आप डिजिटल तकनीकों को जानते हैं और अंत में कंप्यूटर जैसे घटकों जैसे कि विशेष रूप से माइक्रोप्रोसेसर हो सकते हैं इसके लिए हस्तक्षेप किया गया है इसलिए इस तरह के नियंत्रक मशीन के बहुत सटीक नियंत्रण का कारण बनेंगे जो आमतौर पर एक मैनुअल ऑपरेटर द्वारा संभव नहीं है इसलिए यह जल्द ही महसूस करेगा कि ये सिस्टम बहुत उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग का नेतृत्व कर सकते हैं और अनुत्पादक समय को भी कम कर सकते हैं अब इस शब्द को संख्यात्मक नियंत्रण द्वारा परिभाषित किया गया है ईआईए द्वारा एक प्रणाली के रूप में जिसमें क्रियाओं को संख्यात्मक डेटा के प्रत्यक्ष सम्मिलन द्वारा नियंत्रित किया जाता है कुछ बिंदु पर इसलिए कुछ बिंदु पर संख्यात्मक डेटा का उपयोग मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए और सिस्टम को इस डेटा के कम से कम कुछ हिस्से की स्वचालित रूप से व्याख्या करनी चाहिए इसलिए यदि आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास एक पेपर पंच कार्ड रीडर हो सकता है वे हैं आप साधारण जानते हैं वे सीएनसी मशीनों के शुरुआती संस्करण थे इसलिए यदि आपके पास भी है तो आपके पास एक है आपके पास पेपर टेप को जान लें जो कि एक पेपर टेप रीडर है और उस रीडर को मोशन क्रिएट करना है इसलिए भले ही कोई स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर न हो यहां भी पेपर टेप में आपको कुछ न्यूमेरिक डेटा होता है जो छिद्रित होता है और उस संख्यात्मक डेटा के अनुसार मशीन नियंत्रण था यही कारण है कि इसे संख्यात्मक नियंत्रण कहा जाता है लेकिन लेकिन आधुनिक मशीनों में ये चीजें बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं आधुनिक मशीनें सभी कंप्यूटर नियंत्रित होती हैं इसलिए मूल रूप से कंप्यूटर को नियंत्रित रूप से नियंत्रित करने का मतलब है कि कंप्यूटर नियंत्रण इसलिए यह एक आम तौर पर माइक्रोप्रोसेसर हो सकता है यह एक हो सकता है एक औद्योगिक पीसी हो कभी कभी यह एक पीएलसी होगा इसलिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है तो यह मूल रूप से ऑपरेटरों के मैनुअल कार्यों को बदलने के लिए है और इसलिए मशीन को निर्देश जो इसके संचालन के लिए आवश्यक हैं एक प्रकार के कार्यक्रम के रूप में लिखे गए हैं जिन्हें प्रोग्राम प्रोग्राम कहा जाता है हम उन गतिविधियों का वर्णन करते हैं जिन्हें व्याख्या और निष्पादित किया जाता है मशीनों इसलिए हम बाद में देखेंगे कि भाग कार्यक्रमों का उपयोग करके किस तरह की चीजें की जा सकती हैं आमतौर पर आप यह जानते हैं यह सीएनसी मशीनें बहुत महंगी हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे खरीद सकता है या हर तरह के निर्माण कार्य के लिए किसी को सीएनसी की खरीद करनी होगी इसलिए सीएनसी अच्छा होगा भागों के लिए छोटे लॉट में अक्सर प्रक्रिया होती है क्योंकि अगर आप अक्सर छोटे भागों में प्रक्रिया करते हैं तो आप करेंगे यदि आप स्वचालन का उपयोग नहीं करते हैं तो आप बहुत से सेट अप समय से बहुत अधिक समय खर्च करने जा रहे हैं इसलिए हर बार जब आप एक नया बहुत है आप समय की एक अच्छी राशि खर्च करेंगे तब आप निर्माण करेंगे चूंकि बहुत सारे छोटे हैं इसलिए आप थोड़ी देर का निर्माण करने जा रहे हैं और फिर आपको सेटअप में समय बिताना होगा इसलिए वास्तविक एक मशीन का उत्पादक समय जो धातु को काटता है वह समय वास्तव में कम हो जाता है इसलिए इसलिए सीएनसी मशीन इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि यह ऑटोमेशन का उपयोग करते हुए समय के उस सेट को काफी कम कर देता है जहां भाग ज्यामिति जटिल है इसलिए आपको ऑपरेटर कौशल पर वास्तव में भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास बस एक लिखने के लिए है आपको बस एक सही भाग कार्यक्रम का उत्पादन करना है और यदि भाग कार्यक्रम सही है तो मशीन होना स्वचालित बिल्कुल सही ढंग से ऑपरेटर कौशल के बावजूद उस ज्यामिति का उत्पादन करेगा सहिष्णुता को बंद कर दिया जाता है क्योंकि आप जिस तरह का नियंत्रण लागू करते हैं जिस तरह का नियंत्रण आप लागू करते हैं वह इतना परिष्कृत होता है कि मैनुअल ऑपरेटरों के लिए इस तरह के नियंत्रण को लागू करना संभव नहीं होता है और इसलिए सहिष्णुता के बहुत उच्च अनुपालन को महसूस किया जा सकता है जब भाग में कई ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो फिर से समय निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है आपको उस पर काम करने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण रखने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए इसलिए फिर आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत समय खो देंगे बदलते उपकरण जबकि तकनीक जैसी चीजों के साथ जैसे स्वचालित उपकरण परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की टूल पत्रिकाएं ये इन उपकरणों को बदलना आम तौर पर सीएनसी मशीनों में बहुत कुशलता से प्राप्त किया जाता है और पार्ट्स महंगे हैं क्योंकि जब पार्ट्स महंगे होते हैं तो आप एक मौका लेना पसंद नहीं करते हैं कि दोषपूर्ण निर्माण के कारण कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाएगा इसीलिए आप एक मशीन की मदद लेते हैं जो एक बार ठीक से सेट हो जाने के बाद चली जाएगी बिना किसी गलती या विफलता के भागों को काम करने और उत्पादन करने पर जब इंजीनियरिंग डिजाइन में बदलाव फिर से हल्के होते हैं तो यह भी सेट अप समय से संबंधित होता है इसलिए आप देखते हैं कि मूल रूप से दो बिंदु हैं एक ऐसी स्थिति है जहां सेट अप समय की एक अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है और दूसरी बात यह है कि परिस्थितियां हैं जहां बहुत उच्च कौशल के लिए जटिल ज्यामिति को पूरा करने और करीब सहिष्णुता की आवश्यकता होती है इसलिए यह इन दो कारणों से है कि सीएनसी गैर सीएनसी मशीनों या मैन्युअल रूप से संचालित मशीनों पर स्कोर करते हैं इसलिए आपके द्वारा लचीलेपन के फायदे नुकसान से एक फायदा है जो प्रोग्रामिंग में प्राप्त होता है जिससे आप आसानी से बदल सकते हैं बस एक प्रोग्राम बदल सकते हैं और आपका पूरा सेटअप बदल जाएगा या आपके पास पूर्व संग्रहीत कार्यक्रम हो सकते हैं बस लोड करने की आवश्यकता है जो कि बहुत तेज संचालन है नुकसान निश्चित रूप से सटीकता लचीलेपन और सटीकता के नुकसान हैं इसी नुकसान एक हो सकता है एक लागत है इसलिए एक है ये मशीनें बहुत महंगी हैं और इनकी बहुत अधिक लागत और रखरखाव है तो आपको इस मशीनों के लिए बहुत ही विशेषज्ञ रखरखाव की आवश्यकता है क्योंकि यदि वे ठीक से बनाए नहीं रखे जाते हैं तो वे क्षतिग्रस्त होने जा रहे हैं और फिर अंत में वे अपनी सटीकता और इस तरह की चीजों को खो देंगे तो समय के सेट को कम करने के कारण सभी उत्पादकता में बहुत सुधार हुआ है स्वचालित उपकरण बदल रहा है जो फिर से सेट अप समय को कम कर रहा है मेरा मतलब है अनुत्पादक समय कभी कभी इन मशीनों में से कुछ में अंतर्निहित सामग्री हैंडलिंग होगी इसलिए यदि आप एक बदलना चाहते हैं उपकरण मशीन मशीन को बंद कर देगी उपकरण निकाल लेगी टूल पत्रिका में रख देगी दूसरा उपकरण निकाल लेगी ताकि ये सभी सामग्री हैंडलिंग का काम मशीन द्वारा ही हो जाएगा स्क्रैप दर कम हो जाती है क्योंकि आपके पास होना चाहिए यह माना जाता है कि भाग कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक उपयोग करके लिखा जाता है आप अनुकूलन विधियों को जानते हैं इसलिए सामग्री के दिए गए टुकड़े से क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं आपके पास बहुत अधिक सटीक संचालन है इसलिए आपके पास इष्टतम सामग्री का उपयोग हो सकता है इसलिए स्क्रैप दर कम हो जाएगी जनशक्ति कम हो जाती है क्योंकि इन मशीनों में अधिकांश काम स्वचालित रूप से किया जा सकता है कभी कभी आप जानते हैं कि आप एक दिन के लिए एक मशीन का कार्यक्रम करते हैं और इसे एक बार में पर्याप्त कार्य सामग्री के साथ खिलाते हैं और फिर इसे पूरे दिन बिना किसी पर्यवेक्षण या किसी भी प्रकार के संचालन के व्यक्तिगत रूप से चलाते हैं यह इन मशीनों में से एक के निर्माण पर जा सकते हैं एक के बाद एक भागों उन्होंने डाउनटाइम कम कर दिया है क्योंकि वे हैं ये लाभ हैं जो आपको इसकी लागत के लिए उस उच्च राशि का भुगतान करके मिलता है इसलिए डाउनटाइम कम हो जाता है क्योंकि ये मशीनें बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं उनकी इंजीनियरिंग बहुत मजबूत है दूसरी तरफ नुकसान यह है कि इन मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए बहुत ही कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है न केवल ऑपरेशन में कुशल बल्कि विभिन्न अन्य में प्रौद्योगिकियों के प्रकार उदाहरण के लिए भाग कार्यक्रम लेखन वगैरह उन्हें कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता हो सकती है तो ये हैं इसलिए हमने देखा है कि कई स्थितियों में सीएनसी मशीनों को उचित रूप से उचित ठहराया जाता है इसलिए अब हम देखेंगे कि इन सीएनसी को किस प्रकार का बनाया जा सकता है आप जानते हैं कि स्वचालित रूप से भागों का निर्माण किया जा सकता है आम तौर पर दो होते हैं मशीनों के प्रकार एक प्रकार की मशीनें पॉइंट टू पॉइंट गति बनाने में सक्षम हैं तो आमतौर पर ड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है इसलिए आप कहते हैं कि यहां एक छेद ड्रिल करें फिर एक छेद यहां फिर एक छेद यहां यहां और यहां इसलिए यह सिर्फ कुछ बिंदुओं को निर्दिष्ट कर रहा है इसलिए मशीन एक बिंदु पर आ रही है एक निश्चित ऑपरेशन फिर दूसरे बिंदु पर जा रहा है और एक और ऑपरेशन कर रहा है इसलिए जो ऑपरेशन मशीनें कर रही हैं वे अनिवार्य रूप से ड्रिलिंग जैसे बिंदु ऑपरेशन हैं दूसरी ओर आपके पास सिस्टम हो सकते हैं जहां आप निर्दिष्ट कर सकते हैं अंत बिंदु को समन्वित स्थान में प्रारंभ करें और फिर किसी प्रकार के प्रक्षेप को निर्दिष्ट करें आइए हम एक गोलाकार प्रक्षेप कहते हैं तो मशीन यहाँ से शुरू होगी और आपके निर्देश के आधार पर एक चाप काट देगी मान लीजिए आप परिपत्र प्रक्षेप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से एक चाप काट देगा या यह एक चाप भी काट सकता है यह इन दोनों के बीच एक चाप भी काट सकता है दो बिंदु जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या निर्दिष्ट किया है यदि आप निर्दिष्ट हैं यदि आप एक क्लॉकवाइज आर्क निर्दिष्ट किए गए हैं तो यह खींचा जाएगा यदि आप एक एंटी क्लॉकवाइज आर्क निर्दिष्ट हैं तो यह होगा यह कट जाएगा इसलिए इन्हें कंटूरिंग सिस्टम कहा जाता है आप यहां ध्यान दे सकते हैं कि नियंत्रित कटिंग पूरी यात्रा में चलती है और एक सर्कल की तरह कुछ प्रकार के प्रोफाइल प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए टेबल के लिए एक्स और वाई अक्ष ड्राइव को उस समोच्च को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत समन्वित होना पड़ता है इसलिए समन्वित प्रणालियों को परिभाषित करना मौलिक है क्योंकि सभी भाग कार्यक्रम निर्देश दिए गए हैं उनमें से अधिकांश विशेष रूप से मुख्य काटने के निर्देश भाग कार्यक्रम निर्देश सभी शामिल हैं आप विभिन्न समन्वय जानते हैं इसलिए समन्वय स्थान वास्तव में बहुत सरल है तो यह यह एक एक्स की तरह है मुझे खेद है तो यह इस दिशा में X जैसा है Y इस दिशा में एक दाहिने हाथ का समन्वय प्रणाली है इसलिए Z ऊर्ध्वाधर दिशा होगी और इसलिए आपके पास भी हो सकता है आप इसी तरह घूर्णी दिशा को भी परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यदि आप फिर से एक लेते हैं दाहिने हाथ की प्रणाली फिर यदि आप अपनी उंगलियों को इसके चारों ओर घुमाते हैं तो सकारात्मक दिशा यह दिशा सकारात्मक है जहां अंगूठे सकारात्मक Z अक्ष की ओर इंगित करेंगे इसलिए ये उसी के अनुसार दिए गए हैं इसलिए ये सकारात्मक घुमाव होंगे और ये सकारात्मक अनुवाद होंगे फिर ये सब आप बिंदुओं और निर्देशांक को जानते हैं जो उल्लेखित हैं दो तरीकों से उल्लेख किया जा सकता है एक वृद्धिशील या एक निरपेक्ष प्रणाली है आम तौर पर पूर्ण प्रणाली को प्राथमिकता दी जाती है इसलिए आप देखते हैं कि यदि आप इन चार बिंदुओं के x अक्ष निर्देशांक निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो वृद्धिशील प्रणाली में आप कहेंगे मान लीजिए कि यह x है यहां x निर्देशांक X है इसलिए यह जा रहा है X 300 कहें इसी तरह यह होने जा रहा है और एक बार आपने X 300 किया है अब आपकी वर्तमान स्थिति एक पर है इसलिए अब X X 300 में इस बिंदु का X समन्वय है और इस बिंदु का समन्वय है एक्स 500 तो वृद्धिशील प्रणाली में आप इसे हमेशा वर्तमान बिंदु से करते हैं इसलिए वर्तमान बिंदु यहां है इसलिए यह 200 होने वाला है इसलिए मशीन का अगला निर्देश X 300 होगा वास्तव में यह 200 होना चाहिए था इसलिए X 300 X 200 फिर X तो आप इस बिंदु पर आ गए हैं और फिर यदि आप तीन पर जाना चाहते हैं तो आपको एक्स माइनस 300 करना होगा और फिर तीन से एक तक आपको एक्स माइनस 200 करना होगा इसलिए आपको इस रास्ते पर जाना होगा दूसरी ओर यदि आप निरपेक्ष का उपयोग कर रहे हैं तो आप हमेशा एक स्थिर उत्पत्ति से करते हैं जो आपने मशीन के समन्वय स्थान में ग्रहण किया है तो यह होने जा रहा है इसलिए चार निर्देशांक X 300 X 500 300 200 होने जा रहे हैं और फिर यह X 200 है क्योंकि यह 200 है और अंत में X है अब निरपेक्ष क्यों है सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मान लीजिए कि आप इन स्थानों पर एक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो भले ही यह स्थान त्रुटीपूर्ण हो यह स्थान पूर्ण प्रणाली होने पर नहीं होगा लेकिन यदि यह एक वृद्धिशील प्रणाली है तो यदि एक बिंदु पर ज्यामितीय निर्देशांक समान नहीं हैं तो उच्च संभावना है कि अन्य सभी ज्यामितीय निर्देशांक भी प्रभावित हो जाएगा अगर निर्देशांक प्रदान करने की प्रणाली वृद्धिशील है और यह प्रदर्शनी है एक इकाई भी होगी इसलिए जो एक्सपोज़र हैं उनका आमतौर पर उल्लेख किया जाएगा जो आमतौर पर एक बुनियादी लंबाई इकाई के रूप में जाना जाता है तो एक मूल इकाई लंबाई इकाई है मान लीजिए कि आपके पास एक शाफ्ट एनकोडर है इसलिए शाफ्ट एनकोडर कहता है प्रति क्रांति 500 दालों हमें ऐसा करने दें यह समझने के लिए कि मूल लंबाई इकाई क्या है इसलिए मान लें कि शाफ्ट एनकोडर प्रति चक्कर 500 पुड़िया प्रति रोटेशन देता है दूसरी तरफ गेंद पेंच या गेंद पेंच पिच को 1 मिमी कहा जाता है इसलिए एक घुमाव 1 मिमी प्रगति 1 मिमी के बराबर है विस्थापन इसलिए अब शाफ्ट एनकोडर की एक नाड़ी 1500 मिमी 0002 मिमी दाएं के बराबर है इसलिए यह मूल लंबाई इकाई है यह विस्थापन की सबसे छोटी इकाई है यह सबसे छोटा विस्थापन है जो मशीन को इस बारे में पता होगा क्योंकि यह होगा एनकोडर की एक नाड़ी हो तो यह सबसे छोटी है और इसे मूल लंबाई इकाइयाँ कहा जाता है इसलिए इन सभी को आम तौर पर मूल लंबाई इकाई के संदर्भ में कहा जा सकता है इसी तरह यदि आपके पास सर्कुलर इंटरपोलेशन है तो आपको पूछना होगा शुरुआती समय दें मुझे क्षमा करें तो आपको स्टार्ट कोऑर्डिनेट करना होगा आपको एंड कोऑर्डिनेट करना होगा और आपको यह देना होगा यह एक सर्कुलर आर्क होने वाला है इसलिए आपको सेंटर का सेंटर का या दूरी का कोऑर्डिनेशन देना होगा समन्वय नहीं X और Y के केंद्र की दूरी और आप कर सकते हैं कभी कभी आपको भी दिया जाता है यदि यह दिया जाता है तो आपको सर्कल को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए कभी कभी आपको पता है कि अंतिम बिंदु दिया गया है इसलिए यह है अंतिम बिंदु इसलिए इन्हें दिया जाता है आप इसे केंद्र के रूप में लेने और लेने की कोशिश कर सकते हैं हमें एक गोलाकार चाप खींचना होगा और इस गोलाकार चाप के साथ टूल लेना होगा इसलिए यह वह तरीका है जिसमें आम तौर पर सर्कल पैरामीटर निर्दिष्ट किए जाते हैं इसलिए यह I और J समन्वय देगा सर्कल में यह K और KE दो एंडपॉइंट्स देगा और फिर आपको पता है कि आप या तो इस तरह से भी सर्कल बना सकते हैं इसलिए आप चाहे तो यह शुरू कर सकते हैं इसलिए यदि आप इस सर्कल को ड्रा करना चाहते हैं तो आप करेंगे इस तरह से जाएं जो दक्षिणावर्त है यदि आप इस सर्कल को खींचना चाहते हैं तो आप दक्षिणावर्त जाएंगे इसलिए यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि क्या सर्कल को दक्षिणावर्त में खींचा जाना है या तदनुसार घड़ी की दिशा विरोधी है या तो यह एक या यह निर्मित किया जाएगा तो ये विभिन्न हैं आप विभिन्न अक्षों के साथ गोलाकार प्रक्षेप दिशाओं को जानते हैं